हमने अपनी पिछली क्लास में इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन प्रिमिटिव्स जैसे मैसेज पासिंग शेयर्ड मेमोरी और पाइप्स के बारे में चर्चा की थी आगे बढ़ने से पहले हम इस बात पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे कि एक प्रोग्राम मेमोरी पर लोड करने के बाद कैसा दिखता है यहां पर हमारे पास एक सैंपल कौड C है और यह नजर आ रहा है कुछ लोकल वेरिएबल एक्स और वाई हैं X को इनिशियलाइज नहीं किया गया है जबकि y 15 से इनिशियलाइज हुआ है हमारे पास एक मेन प्रोग्राम है जहां कुछ अरगुमेंट argc charargv पास किए जा रहे हैं अर्थात argc और argv यह दो पैरामीटर है मेन प्रोग्राम के अंदर हमारे पास यह लोकल वेरिएबल आई है i एक इन्टिजर है और यह इन्टिजर प्वाइंटर है इस कोड पर पहले हम यहां मैलोक ऑपरेशन करते हैं यह मैलोक़ कॉल करता है और मैलोक़ इसे इन्टिजर के लिए 5 साइज का स्पेस वापस करता है इसके बाद रिटर्न प्वाइंटर इन जगहों पर वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करता है और फिर एक लूप के अंदर हम आई के लिए इन वैल्यूज को इनिशियलाइज करेंगे यहां पर वैल्यू आई आई के बराबर है इसलिए यह वेरिएबल की वैल्यू को सम वैल्यू के लिए इनिशियलाइस कर रहा है और फिर जीरो रिटर्न कर रहा है हां पर हमारा उद्देश्य इस प्रोग्राम को समझने का नहीं है बल्कि यह देखना है कि यह प्रोग्राम जब मेन मेमोरी में लोड किया जाएगा तो कैसा दिखेगा हम जानते हैं कि जब कोई प्रोग्राम लोड किया जाता है और यह मानकर चलें कि यह कम से कम तीन सेगमेंट कोड डाटा और स्टैक का बना है जैसा हमने पहले चर्चा की थी तो अब यह कैसा दिखेगा अगर आप इस लेआउट की तरफ देखें और प्रोग्राम इस एड्रेस पर इस प्रकार लोड करे कि इसे सबसे ऊंची मेमोरी लोकेशन मिले अगर प्रोग्राम को इस जगह पर लोड किया जाए तब मेमोरी लोकेशन के निचले वाले हिस्से मैं प्रोग्राम के टेक्स्ट को जगह मिलती है जब यह प्रोग्राम किसी कंपाइलर से होकर गुजरता है तो यह कुछ मशीन कोड उत्पन्न करता है और यह मशीन कोड एक टेक्स्ट वाले भाग में कॉपी किए जाते हैं हालाँकि हमें इसे उत्पन्न करना है और यह हिस्सा इस वाले भाग के अनुरूप है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है तब कौन से ऑपरेशन होते हैं जैसा कि आप जानते हैं सी प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने पर कंट्रोल मेन फंक्शन के पहले एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट को भेज दिए जाते हैं यह मेन फंक्शन का पहला एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है इसलिए कंट्रोल इसे दे दिया जाएगा इसके अलावा हमें कुछ जगह उन वेरिएबल के लिए चाहिए जो मेन मेमोरी में रहेंगे और ग्लोबल वेरिएबल एक्स और वाई डाटा सेगमेंट में रहेंगे यह पूरा हिस्सा डाटा सेगमेंट है जबकि जो पुराना हिस्सा था यह वाला खंड यह कोड सेगमेंट के अनुरूप है हमारे पास कोड सेगमेंट और डाटा सेगमेंट हैं और डाटा सेगमेंट को फिर से दो हिस्सों में बांटा गया है कई बार हम एक हिस्से में अनइनीशिएलाइज्ड डाटा और दूसरे में इनीशिएलाइज्ड डाटा रखते हैं अनइनीशिएलाइज्ड डाटा जैसे एक्स जिसे इनीशिएलाइज्ड नहीं किया गया है वह यहां रहता है और इनीशिएलाइज्ड डाटा को यहाँ कुछ जगह आवंटित की जाती है डाटा सेगमेंट का आकार ग्लोबल वेरिएबल के प्रकार आकार की जरूरत और उनकी संख्या पर निर्भर करती है और साथ में इनीशिएलाइज्ड डाटा और अनइनीशिएलाइज्ड डाटा के सेगमेंट का आकार हमारे पास जो वेरिएबल हैं उन पर निर्भर करेगा कुछ सिस्टम इन सेगमेंट के आंकड़ों पर एक सीमा बांध चुके हैं जबकि दूसरे सिस्टम कोई सीमा नहीं लगाते इस प्रकार यह अलग अलग सिस्टम पर निर्भर करता है इसके बाद हम यह देखते हैं कि हमारे पास कौन से फंक्शन है जैसे मेन फंक्शन क्या है और उसके अंदर हमें लोकल वेरिएबल की वैल्यू और आई क्या मिला है इन्हें स्टैक सेगमेंट को दिया जाता है और जैसा कि मैंने पहले कहा कि डाटा और हीप और स्टैक इन्हें मेमोरी के उसी हिस्से में रखा जाता है परंतु यह विपरीत दिशा में बढ़ते हैं इस प्रकार मेमोरी का यह पूरा पूरा खंड स्टैक और हीप को आवंटित किया जाता है स्टैक सबसे ऊंचे एड्रेस से बढ़ना शुरू होता है और हीप सबसे निचले एड्रेस से और यह विपरीत दिशा में बढ़ते हैं ताकि अगर आपका प्रोग्राम स्टैक स्पेस का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता है तो यह ऐसा कर सके दूसरी तरफ अगर कोई प्रोग्राम कम फंक्शन कॉल करता है पर उसका डायनेमिक आवंटन ज्यादा है तो वह सब इस हीप स्पेस से कर सकेगा इस प्रकार स्टैक और हीप मेमोरी ब्लॉक के दो विपरीत सिरों पर रखे जाते हैं और इस प्रकार यह बढ़ते हैं इस मामले में हमारे पास यह मेन प्रोग्राम है और उसके पास लोकल वेरिएबल की वैल्यू और यह आई है इन्हें स्टैक सेग्मेंट में जगह दी गई है जब मैलॉक फंक्शन कॉल किया जाता है तब क्या होता है यह प्रोग्राम को कोई डायनेमिक स्पेस देने की कोशिश करता है यहां पर मैं एक ऐसा स्पेस मांग रहा हूं जो 5 इन्टिजर के बराबर है अगर मेरे पास स्टैक प्लस हीप सेगमेंट में जगह है तो सिस्टम क्या करेगा यह पांच मेमोरी लोकेशन आवंटित करेगा और मैं यह कह रहा हूं कि यह 5 मेमोरी लोकेशन है वेरिएबल वैल्यूज़ को यह प्वाइंटर दिया जाएगा और इसे हीप में आवंटित किया जाएगा इस प्रकार स्टैक और हीप विपरीत दिशा में बढ़ेंगे और यहां पर इनकी जगह होगी अगर कोई प्रोग्राम रिकऱसिव प्रोग्राम करता है तो ऐसे में बहुत सारी रिकरसिव कॉल के फंक्शन होंगे और स्टैक सेगमेंट काफी तेजी से बढ़ेगा दूसरी तरफ अगर कोई प्रोग्राम डायनेमिक स्टोरेज का ज्यादा उपयोग करता है जैसे लिंक्ड लिस्ट Linked list जैसे प्रोग्राम तो ऐसे में हीप सेगमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जैसे भी हो हमने यह वेरिएबल यहां इम्प्लीमेंट कर दिए हैं उसके बाद argc और argv आते हैं जो कि वास्तव में पूरे प्रोग्राम के लिए कुछ पैरामीटर हैं और इन को आवंटित किया गया स्थान प्रारंभिक स्थान के ऊपर और उससे अधिक है क्योंकि यह किसी दूसरे प्रोग्राम से आ रहे है और जो कोई भी प्रोग्राम कॉल कर रहा है वह argc और argv देगा कभी कभी इन पैरामीटर्स के लोकल वेरिएबल भी मेन रूटीन के लिए पास किए जाते हैं इसलिए आप यह भी कह सकते हो यह भी मेन फंक्शन के लिए स्टैक का एक हिस्सा है मुझे शुरुआत से स्टैक प्लस ये चीज़ इसे ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे argc और argv को भी यहाँ शामिल करना है यह पैरामीटर है और यह भी स्टैक पर ही बनाए गए हैं अगर आप कंपाइलर डिजाइन कोर्स से परिचित हैं तो आपको पता होगा कि वहां पर एक्टिवेशन रिकॉर्ड नाम की एक चीज होती है जब भी प्रोसीजर कॉल किया जाता है तो यह सिस्टम में एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाता है और यह एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो पैरामीटर पास किए गए और जो लोकल वेरिएबल बनाए गए हैं उनकी जानकारी रखता है जब भी ऐसी कोई कॉल की जाती है तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड को स्टैक पर पुश किया जाता है इसलिए आप कह सकते हैं कि argc और argv और आई की वैल्यू फंक्शन मेन में एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाएंगे इसे स्टैक पर रखा जाएगा और उसके बाद सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा जब यह मेन पूर्ण हो जाएगा तो इसे स्टैक से बाहर निकाल दिया जायेगा उसके बाद स्टैक सेगमेंट वैसा ही हो जाएगा जो वह कॉल करने से पहले था मैं आपको परामर्श दूंगा कि आप इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए कंपाइलर डिजाइन बुक को ध्यानपूर्वक पढ़ें इससे एक्टिवेशन रिकॉर्ड के बारे में गहराई से आप जान जाएंगे और आपको एक बेहतर जानकारी मिलेगी की वेरिएबल को कैसे असाइन किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजाइनर की हैसियत से हमें एक ऐसी मैकेनिज्म बनानी होती है जिससे यह कंपाइलर डिजाइन एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना सके और उसे स्टैक पर डाल सके ऐसा करना एक ओएस डिजाइनर का कर्तव्य है इसके साथ ही हम प्रोसेस के ऊपर चर्चा का समापन कर रहे हैं प्रोसेस एग्जीक्यूट होता हुआ एक प्रोग्राम है प्रोग्राम डिस्क में रहने वाला एक स्टेटिक आइटम है और जब यह एग्जीक्यूट होता है तो प्रोसेस बन जाता है प्रत्येक प्रोसेस में एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है जिसके पास प्रोसेस के आइडेंटिफिकेशन ओनरशिप और कंटेंट जैसे सीपीयू रजिस्टर वैल्यू प्रोग्राम काउंटर मेमोरी लिमिट और उसके शेड्यूलिंग से जुड़े हुए पैरामीटर जैसे की टाइमिंग सीपीयू यूसेज डिस्क यूसेज मेमोरी यूसेज आदि जानकारियां होती हैं हमने देखा है कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन के दौरान कई सारी परिस्थितियों से गुजरती है जैसे ही यूजर एक आदेश एग्जिक्यूट प्रोग्राम देता है यह नया प्रोसेस बनाती है और इस समय प्रोसेस की स्टेट न्यू है प्रोसेस के मेन मेमोरी में लोड हो जाने के बाद यह तैयार है अर्थात अब इसे सीपीयू प्राप्त हो सकता है और यह एग्जीक्यूट होना शुरू हो सकती है कुछ समय पश्चात शेड्यूलर इस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए उठाएगा और अब यह रनिंग स्टेट से गुजरेगी इस दौरान दो तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं हो सकता है कुछ समय पश्चात प्रोसेस कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना चाहे या फिर इसने कोई चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट की हो और अब यह उस चाइल्ड प्रोसेस के पूर्ण होने का इंतजार कर रही हो इस तरह से प्रोसेस को ब्लॉक स्टेट मैं इंतजार कराया जा सकता है या फिर कोई घटना घटित हो रही हो और उसके लिए प्रोसेस को सीपीयू का छोटा टाइम क्वांटम दिया गया हो या फिर कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन चल रहा है टाइम क्वांटम के खत्म हो जाने पर प्रोसेस को रनिंग स्टेट से वापस लिया जाता है और फिर से रेडी स्टेट पर रख दिया जाता है और इस समय किसी दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने का मौका मिलता है इस प्रकार से एक प्रोसेस रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट पर जा सकती है या फिर ब्लॉक स्टेट पर और साथ ही सीपीयू में एग्जिक्यूट होते हुए समाप्त हो सकती है क्योंकि एग्जीक्यूशन पूर्ण हो चुका है यह एक ऐसी स्टेट में जाती है जिसे हम टर्मिनेटेड कहते हैं और ऐसा हमें याद है कि पैरंट प्रोसेस ने जिस प्रोसेस को बनाया है वह उस प्रोसेस के परिणाम का इंतजार कर रही है कि आखिर उस प्रोसेस का निष्कर्ष क्या निकला इसे यह जानने की उत्सुकता है कि उस प्रोसेस का सफल टर्मिनेशन हुआ या नहीं इस प्रकार प्रोसेस का यह एग्जिट कोड महत्वपूर्ण हो जाता है हमने यह भी देखा था कि रेडि क्यू में वह सारी रेडी प्रोसेस इंतजार कर रही होती हैं जो सीपीयू को प्राप्त करना चाहती हैं एक पैरंट प्रोसेस बहुत सारी चिल्ड्रन प्रोसेस बना सकती है और इन सब के बीच में पैरंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है हालांकि इन प्रोसेस के बीच सिंक्रोनाइजेशन और कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है क्योंकि यह सारी प्रोसेस मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाती हैं और इस वजह से इनका आपस में वार्तालाप करना जरूरी होता है कभी कभी कंप्यूटेशन के अलग अलग हिस्से अलग अलग प्रोसेस द्वारा पूर्ण किए जाते हैं इसलिए इनके बीच एक सटीक सिंक्रोनाइजेशन होना अत्यावश्यक है हमारी आगे की क्लास में हम इस सिंक्रोनाइजेशन और शेड्यूलिंग के बारे में और गहराई से अध्ययन करेंगे और इस अंश का हम यहाँ अंत करते हैं अब हम एक दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे जिसे थ्रेड thread कहा जाता है मूलतः प्रोसेस के एक प्रकार को ही हम थ्रैड कहते हैं अपितु अन्य प्रोसेस की तरह इतनी गहराई में नहीं जाती कई बार ऐसा होता है कि कई सारे कंप्यूटेशन जो हम अलग अलग प्रोसेस में कर रहे होते हैं वह बहुत कुछ समान होते हैं उदाहरण के लिए अगर मैं वेब ब्राउजिंग कर रहा हूं तो यह किसी सरवर को कांटेक्ट करने जैसा है और हो सकता है एक समय में 10 अलग अलग लोग 10 अलग अलग जगहों से सरवर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जहां तक सरवर का सवाल है वह दस अलग अलग क्लाइंट से रिक्वेस्ट प्राप्त कर रहा है और उन्हें प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है ऐसी परिस्थिति में एक तरीका तो यह है कि आप प्रत्येक क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक एक कर हल करने की कोशिश करें परंतु इस स्थिति में किसी को ऐसा भी लग सकता है कि मेरे लिए ज्यादा ध्यान या अटेंशन नहीं दिया गया कुछ क्लाइंट की रिक्वेस्ट पर सरवर का रिस्पांस बहुत धीमा हो सकता है आप इसे तेज करने की कोशिश जरूर करेंगे इसे तेज करने के लिए आपको कई सारी प्रोसेस बनानी पड़ेगी ताकि प्रत्येक क्लाइंट की रिक्वेस्ट आते ही एक प्रोसेस बन जाए और वह इस खास रिक्वेस्ट का ध्यान रख सके अब हमारे सामने कठिनाई यह आती है कि जब भी हमें कोई प्रोसेस मिलती है तो इसका अर्थ होता है कि इसके पास कोड डाटा और स्टैक सेगमेंट है जिसकी वजह से यह काफी भारी भरकम हो जाती है और हमें यह पता चलेगा कि बहुत सारी एप्लीकेशन में प्रोसेस का इतना ज्यादा तामझाम जरूरी नहीं होता व्याख्यान के इस भाग में हम एक नई अवधारणा जिसे थ्रेड कहते हैं पर चर्चा करेंगे यह एग्जीक्यूशन को बहुत आसान कर देते हैं जिससे हमें खासकर मल्टीकोर इन्वायरमेंट में प्रोग्राम डिवेलप करने में बड़ी सहायता मिलती है इस इन्वायरमेंट में कई सारे कोड होते हैं और इससे कई सारे कार्य एक साथ किए जा सकते हैं यहां पर हम लोग दो विषयों पर चर्चा करेंगे पहले हम यह जानेंगे कि थ्रेड क्या होते हैं और उसके बाद मल्टीकोर प्रोग्रामिंग जिसमें हम मल्टीथ्रेडिंग मॉडल के बारे में जानेंगे मुझे उम्मीद है कि आप इससे परिचित होंगे क्योंकि ज्यादातर CPU चिप्स अब मल्टीपल कोर का इस्तेमाल करती हैं अब प्रोसेसर चिप में आठ अलग अलग कोर होना पर्याप्त नहीं होता है जरूरत इस बात की होती है की एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर की तरह मुझे आठ अलग अलग कोड पर आठ अलग अलग ऑपरेशन करने होते हैं अगर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम आठ समानांतर कार्य नहीं कर सकता इन आठों को अलग अलग कोर पर नहीं रख सकता तो फिर इन्हें क्रमबद्ध तरीके से करना पड़ेगा अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देता परंतु यह न केवल हार्डवेयर की उपलब्धता का सवाल है बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यह कर्तव्य है कि वह उपलब्ध हार्डवेयर का सही तरीके से उपयोग करें यह थ्रेडिंग की अवधारणा हमें यही उपभोग करने में सहायता करेगी हम यहां पर मल्टीथ्रेडिंग मॉडल की बात करेंगे मल्टीपल थ्रेड के साथ अलग अलग तरह के मॉडल बन सकते हैं और हम यहां यह देखेंगे कि ये आपस में कैसे संबंधित है थ्रेड के साथ प्रोग्रामिंग करने के लिए अलग अलग तरह की कई सारी शेयर्ड लाइब्रेरी उपलब्ध है हम इन पर भी कुछ चर्चा करेंगे परंतु ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे हम सरसरी निगाहों से यह देखेंगे कि थ्रेड लाइब्रेरी कैसी दिखती है और इनसे हमें क्या विशेष बातें मिलती हैं जो हम उपयोग कर सकते हैं अगर आप किसी विशिष्ट लाइब्रेरी का अध्ययन कर रहे हो तो आप इसकी विषेशताओं के बारे में जान सकते हो और इनका उपयोग कर सकते हो कुछ थ्रेड इंप्लिसिट होते हैं अर्थात थ्रेडिंग अपने आप होती है और कुछ और थ्रेडिंग से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिन पर हम एक एक कर विचार करेंगे हम थ्रेड का उपयोग क्यों करें ज्यादातर आधुनिक एप्लीकेशन मल्टीथ्रेडेड होती हैं क साधारण सा उदाहरण जो मेरे पास है और जिसका मैंने पहले भी उल्लेख किया है वह है वेब सर्वर यह एक वेब सर्वर है और इसमें बहुत सारी क्लाइंट रिक्वेस्ट आ रही है यह सारे क्लाइंट कोई जानकारी वेब सर्वर से पाना चाहते हैं या फिर इस पर कुछ करना चाहते हैं इस प्रकार यह सारे क्लाइंट कमोबेश एक ही तरह के कार्य करना चाहते हैं जैसे या तो सूचना के किसी हिस्से को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर किसी दूसरे यह सारे के सारे वेब सर्वर द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी सर्विस का उपभोग करना चाहते हैं तो अगर आप यहां पर यहां पर और यहां पर प्रयोग में लाए जा रहे कोड को देखें तो आप पाएंगे इन में बहुत सारी समानताएं हैं क्योंकि अंततः इन सभी का इस्तेमाल वेब सर्वर से किसी सर्विस का रिक्वेस्ट करने के लिए किया जा रहा है अगर आपके पास कोई डेटाबेस सरवर है तो इसमें हम मूलतः पढ़े हुए रिकॉर्ड तक पहुंचना चाहते हैं और हो सके तो उनमें कुछ बदलाव करते हैं इस प्रकार जो कोई भी सवाल यहां पर आ रहे हैं उनका स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा है क्योंकि वह यहां पर डेटाबेस में किसी रिकॉर्ड तक पहुंचना चाहते हैं और उसके बाद उस डेटाबेस में कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं हमने इसीलिए यह कहा था कि ज्यादातर आधुनिक एप्लीकेशन मल्टीथ्रेडेड होती है एक और उदाहरण अगर लें तो हम कभी कभी यह देखेंगे कि कुछ थ्रेड किसी एप्लीकेशन के साथ रन करते हैं एप्लीकेशन में बहुत सारे थ्रेड होते हैं और यह थ्रेड समानांतर कार्य करते हैं एक सामान्य सा उदाहरण इस प्रकार हो सकता है हमारे पास कई कार्य हैं जो एक एप्लीकेशन अलग अलग थ्रेड से इंप्लीमेंट कर सकती है जैसे हमारे पास कोई एप्लीकेशन है जो यह कार्य कर रही है यह डिस्प्ले को अपडेट करती है फाइल या इंटरनेट या फिर जहां कहीं भी जानकारी उपलब्ध हो वहाँ से डाटा लेकर आती है फिर कुछ स्पेलिंग को चेक करने का कार्य करती है नेटवर्क की रिक्वेस्ट का जवाब देती है और इस प्रकार शायद एक एप्लीकेशन में हम चार या 4 से ज्यादा सर्विस करते हैं अब यह चारों सर्विस एक साथ समानांतर चल सकती है अगर इन सब के लिए आप सिर्फ एक कोड लिखें तो हो सकता है कि कोड अनाड़ी की तरह व्यवहार करें ऐसा करने की बजाय हम अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग कोड डिजाइन करते हैं जो कि अलग अलग कार्य निपटाते हैं यह सभी एक ही एप्लीकेशन का हिस्सा है पर इनके अपने अपने कार्य निर्धारित हैं परिणाम स्वरूप इस प्रोसेस के द्वारा किए जा रहे है अपने एक अकेले ऑपरेशन को देखिए तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यद्यपि यह दूसरों से अलग है किंतु इसके बहुत सारे हिस्से दूसरी प्रोसेस के समान ही है क्योंकि यह सभी एक ही डाटा एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं और उसे मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी डाटा स्पेल चेकिंग मॉड्यूल द्वारा देखा जा रहा है वह अन्य भी कर रहे हैं और यह लोग डाटा सेट पर कार्य कर रहे हैं अगर आप प्रोसेस अलग अलग कर दें जैसे डाटा को लाने के लिए एक प्रोसेस P1 और स्पेलिंग चेक करने के लिए दूसरी प्रोसेस P2 बनाएं अब हम वही कठिनाई वापस झेलेंगे जो पहले P1 और P2 के मामले में हुआ था कि इनके बीच पैरंट चाइल्ड रिलेशनशिप होने के बावजूद यह डाटा सेगमेंट आपस में साझा नहीं करते इसलिए जो P1 के सामने है वह P2 को नहीं दिख रहा अगर आप इसे P2 के लिए भी दृश्य बनाना चाहते हैं तो इन्हें आपको शेयर्ड मेमोरी में रखना होगा परंतु वहां पर केवल P1 और P२ ही इसे देख पाएंगे जैसा कि आपको पता ही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में शेयर्ड मेमोरी सीमित आकार की होती है इस इस प्रकार से सिस्टम को डिजाइन करना बहुत जटिल हो जाता है अगर P1 का डाटा सेगमेंट P2 के साथ साझा किया जाये तो P1 जो भी बदलाव करेगा वह सब बदलाव P2 को भी दिखाई देंगे इसे इस प्रकार से भी डिजाइन किया जा सकता है थ्रेडिंग के पीछे मुख्यतः यही विचार कार्य करता है हमारे पास अलग अलग ऑपरेशन के लिए विभिन्न थ्रेड होंगे परंतु यह सब आपस में काफी कुछ जानकारी शेयर कर रहे हैं वास्तव में यह उसी वक्तव्य का सार है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं प्रोसेस क्रिएशन बहुत भारी भरकम कार्य होता है क्योंकि अगर आपको प्रोसेस बनानी है तो आपको कोड डाटा और स्टैक सेगमेंट का निर्माण करना पड़ेगा उस प्रोसेस के लिए कोड डाटा स्टैक और हीप बनाने पड़ेंगे और संभावना यह भी है कि यह भी बताना पड़े कि इस कोड को कब एग्जीक्यूट करना है उसके बाद आपको फोर्क सिस्टम कॉल करके कोई दूसरी प्रोसेस बनाने पड़े इस ऑपरेशन को करने के लिए एक सटीक सिस्टम कॉल होनी चाहिए और यह काफी जटिल है क्योंकि आपको प्रोसेस टेबल को भी अपडेट करना पड़ेगा और साथ ही एक पीसीबी भी बनानी पड़ेगी इस प्रकार हमने देखा कि यह काफी भारी भरकम है और भारी चीजों के साथ दिक्कत यह है कि प्रोसेस के बीच में स्विच करना बहुत समय खाता है इससे सिस्टम का थ्रोपुट बहुत नीचे चला जाता है दूसरी ओर इस थ्रेड के साथ आप देखोगे कि इन्हें बनाना बहुत आसान होता है क्योंकि यह इस तरीके से परिभाषित किए जाते हैं जिससे यह हलके बने रहे यह कोड को सरल बना कर कुशलता बढ़ा देते हैं अब हम यह देखेंगे कि यह हल्के कैसे होते हैं कर्नल में सामान्य तौर पर कई थ्रेड होते हैं यहां पर मैं इस वक्तव्य में और बल देना चाहूंगा जैसा कि आप जानते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम को दो जगहों पर बांट सकते हैं एक यूजर स्पेस कहलाता है और दूसरा कर्नल स्पेस कर्नल स्पेस में हमारे पास महत्वपूर्ण डाटा स्ट्रक्चर और रूटीन रहते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जरूरी होते हैं इसलिए जब भी आपको सिस्टम सर्विस की आवश्यकता होती है प्रोग्राम को सिस्टम कॉल करनी पड़ती है सिस्टम कॉल से प्रोग्राम यूजरस्पेस से कर्नल स्पेस में जाता है और कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होना शुरू होता है उदाहरण के लिए जब आप कोई साधारण अंकगणित की कंप्यूटेशन जैसे एक्स इज इक्वल टू वाय प्लस जेड या फिर आप इसे यह बताओ कि मैं एक प्रिंट करना चाहता हूं प्रिंट करने के लिए आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस करना पड़ेगा और परिणाम स्वरूप यह फिर से एग्जिक्यूशन के लिए कर्नल स्पेस पर जाएगी इस प्रकार आप जब भी कोई नई प्रोसेस बनाना चाहोगे तो आपको एग्जीक्यूशन के कर्नल मोड पर जाना पड़ेगा अगर मैं यहां मान लूं कि इस कर्नल में मेरे पास केवल एक थ्रेड है तो जो कोई भी प्रोसेस सिस्टम सर्विस को एक्सेस करना चाहती है उसके पास ऑपरेशन के लिए केवल एक थ्रेड होगा जब सिस्टम में बहुत सारी प्रोसेस या कई सारे यूजर हैं तो जब भी वह सिस्टम कॉल करेंगे तो उनमें से किसी एक को अनुमति मिलेगी और बाकी सारे ब्लॉक कर दिए जाएंगे अगर सिस्टम सिस्टम कॉल एग्जिट क्यूट करते हुए केवल एक यूजर को अनुमति प्रदान करें तो इससे काफी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी ऐसे में कोई एरर जेनेरेट होगी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से होगी या फिर यूज़र ने जिस तरीके से कॉल किया है उस वजह से कोई कॉल फेल हो जाएगी इस तरह से कई सारी चीजें हो सकती है यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे कर्नल स्पेस में केवल एक अकेला थ्रेड है और यूजर और प्रोसेस एक अकेले थ्रेड के माध्यम से सिस्टम कॉल करने की कोशिश कर रही है इस तरह का डिजाइन सिंगल थ्रेडेड कर्नेल कहलाता है शुरुआत में जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किए गए वह सारे इसी तरह के सिंगल थ्रेडेड कर्नेल थे इसके अपने कुछ लाभ भी हैं जैसे कि कर्नल के अंदर केवल एक थ्रेड है तो कई सारी समस्याएं जैसे सिंक्रोनाइजेशन और इनकंसिस्टेंसी अपने आप ही हल हो जाती हैं परंतु जो समस्या अब भी बनी हुई है वह यह है कि हम एक थ्रेड से कई सारे कार्य एक साथ नहीं कर सकते ऐसा हो सकता है कि एक यूज़र फोर्क सिस्टम कॉल कर एक नई प्रोसेस बनाना चाह रहा हो और दूसरा प्रोग्राम उसी समय प्रिंटर को एक्सेस कर कुछ प्रिंट करने की कोशिश करे यह दो अलग अलग प्रोसेस हैं और इन का क्रियान्वयन एक साथ करने में कोई भी बुराई नहीं है परंतु हमारे पास केवल एक थ्रेड उपलब्ध है जो कि किसी एक प्रोसेस को ही एक बार अनुमति दे सकता है दूसरी प्रोसेस तब तक ब्लॉक रहेगी जब तक की पहली प्रोसेस पूर्ण ना हो जाए इसकी वजह से सिस्टम का परफॉर्मेंस और इसका थ्रोपुट कम हो जाता है परंतु यहाँ मुद्दा यह है कि अगर हम अनेक थ्रेड को एक साथ प्रोसेस होने दें और मान लीजिए मेरे पास एक प्रोसेस P1 एक फोर्क एग्जीक्यूट कर रही है और दूसरी प्रोसेस P2 है वह भी एक और फोर्क एग्जीक्यूट कर रही है जब कभी ऐसा हो और मैं P1और P2 दोनों को कर्नल मोड पर आने दूँ और यह एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएं ऐसे में दोनों ही प्रोसेस टेबल को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि एक प्रोसेस प्रोसेस टेबल पर कुछ लिख रही हो और दूसरी प्रोसेस उसे आकर ओवरराइट कर दे ऐसे में जिस प्रोसेस की लिखी हुई चीज को ओवरराइट किया गया है उसमें इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी जब हम कॉन्करंसी कंट्रोल का अध्याय पढ़ेंगे तब यह बातें हमारे सामने ज्यादा स्पष्ट हो पाएंगी परंतु अभी के लिए आप इतना समझ जाइए कि जब भी सिस्टम में रिसोर्स साझा किया जा रहा हो और कई सारी प्रोसेस उसमें मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करें तो इससे कठिनाइयां पैदा होती है इसलिए हमें किसी एक को ही एक समय पर अनुमति देनी चाहिए सिंगल थ्रेडेड कर्नल में फायदा यह है कि इसमें केवल एक ही थ्रेड होता है और इसलिए एक ही प्रोसेस एक बार में कार्य कर सकती है इसलिए सिंक्रोनाइजेशन की कोई समस्या ही नहीं आती हालांकि इसका थ्रोपुट और परफॉर्मेंस कमजोर होगी मल्टीथ्रेडेड कर्नल में कई सारे थ्रेड कर्नल मोड में हो सकते हैं इससे आपका थ्रोपुट या परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगा परंतु इसका डिजाइन बहुत जटिल होगा और आपको कुछ प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी जब कई सारी प्रोसेस रिसोर्स साझा कर रही हो तो मुझे किसी तरीके से यह सुनिश्चित करना पड़ेगा की प्रोसेस टेबल को एक साथ एक से ज्यादा प्रोसेस ना एक्सेस करें या फिर एक तिहाई से ज्यादा प्रोसेस एक साथ ना एक्सेस करें इसी प्रकार एक दूसरी टेबल फाइल टेबल है जो यह याद रखती है कि इस सिस्टम में कौन कौन सी फाइल खुली है अगर दो प्रोसेस फाइल खोलने की कोशिश कर रही हैं तो उन्हें भी एक साथ इस फाइल टेबल पर कोई बदलाव करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए ताकि यहां पर कुछ प्रोटेक्शन मिल जाए इसी प्रकार आपके पास प्रत्येक डाटा स्ट्रक्चर और टेबल के लिए किसी प्रकार का प्रोटेक्शन जरूर होना चाहिए आप देख सकते हैं कि इस तरह की जटिलताएं मल्टीथ्रेडेड कर्नल डिजाइन में आती हैं परंतु आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में इन सब का ध्यान रख लिया गया है और अब सभी मल्टीथ्रेडेड कर्नल ही प्रयोग में लाते हैं आगे आने वाली क्लासेस में हम मल्टीथ्रेडेड कर्नल की स्थिति को और गहराई से जानेंगे और यह जानेंगे कि यूजर लेवल और कर्नल लेवल के बीच थ्रेडिंग के मामले में मैपिंग कैसे की जाती है